छात्रों का स्वागत है हम आज के साथ साथ पिछली कक्षा भी चर्चा कर रहे हैं आज अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट को की जानी चाहिए इसलिए हमें उसके लिए लागत का भुगतान करना होगा और जब हम उस लागत के बारे में बात कर रहे थे जो हमने आपको बताई थी कि वे दो तरह की लागत मैं गिरावट के बारे में बात की थी फिर हमने खराब क्रेडिट रेटिंग पर सामग्री खरीदी है या जिन्हें फर्म में विभिन्न ब्याज समूहों को भुगतान करना है जो फर्म से जुड़े हैं इसलिए यदि वे भुगतान में देरी करते हैं तो निश्चित रूप से विशेष रूप से सप्लायर्स क्या है और यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है और यहाँ कैसे कहा जाए यह तय करना है कि क्या उसे इस लागत का भुगतान करना चाहिए या वह इस लागत से बचना चाहेगा क्योंकि इसमें कई अन्य नतीजे भी हैं 1 पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट पर कच्चा माल खरीदा है और अगर वे भुगतान में देरी कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्ट कॉस्ट शर्तों के बारे में बात करते हैं हमारे पास कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और क्रेडिट का आनंद लेना चाहते हैं या वे नकद छूट का आनंद लेना चाहते हैं तो हर चीज की एक लागत होती है और वह यह है कि हमें इस लागत का भुगतान करना होता है और जब हमें इस लागत का भुगतान करना होता है

इसलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट को लागत होगी और इस मॉडल में देरी की लागत है यह वह 1 है जिसे हम गणना करना चाहते हैं और फिर ऑर्डर का V मान है कि ऑर्डर है यदि हमें भुगतान में देरी होती है और भुगतान करना होता है तो हमें भुगतान करना पड़ता है और फिर भुगतान की संख्या कितनी है या भुगतान में देरी हो रही है कितने दिनों से हम भुगतान में देरी कर रहे हैं या भुगतान बढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद हमारे पास k है जो रुपये पर फर्म की दैनिक अवसर लागत है 1 क्योंकि हम केवल इसलिए देरी करेंगे कि अगर अवसर लागत का मतलब है यदि आप सप्लायर्स चुकानी होगी तो इसका मतलब है कि कारण होना चाहिए तर्क होना चाहिए कि हम सप्लायर्स को भुगतान करने जा रहे हैं फिर निश्चित रूप से कुछ विस्तार के लिए बिक्री करता है कि उसके पास भुगतान में देरी हो रही है क्योंकि हम इन फंडों क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में हो सकते हैं ये बड़ी कंपनियां अपने सप्लायर्स करते हैं आप अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ब्याज मिल रहा है तो वह यह भी है कि उसे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे विलंबित भुगतान स्वीकार करने में देरी क्यों करनी चाहिए लेकिन चूंकि वह उस पर ब्याज प्राप्त कर रहा है इसलिए इसका मतलब है कि वे भी इसके बारे में बुरा नहीं मानते हैं तो क्यों इन कंपनियों ने कहा कि क्रेडिट अवधि के बारे में बात करते हैं तो वह एक छोटी फर्म है वह एक छोटे आकार की कंपनी है वह एक छोटे आकार की फर्म है और जिस पर वह आवेदन कर रहा है वह एक बड़ी कंपनी है जो एक बड़ी आकार की इकाई है या हो सकता है कि कंपनी बड़ी से संबंधित हो सेक्टर सही है अब भारत में बैंकों द्वारा ऋणों के लिए ऋणों से वसूले जाने वाले ब्याज की दर ब्याज दर अलग अलग होती है जब ऋण छोटे पैमाने पर खरीदार और उधारकर्ता को दिया जाता है और ऋण बड़े पैमाने पर उधारकर्ता को दिया जाता है उदाहरण के लिए सही कहो तो क्योंकि लघु क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो बैंकों द्वारा इन छोटे सप्लायर्स को उपलब्ध कराई जा रही कार्यशील पूंजी वित्त पर बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर के संदर्भ में रियायत दी जाती है जिन्हें सहायक इकाइयाँ कहा जाता है वे छोटे पैमाने क्षेत्र में होंगे इसलिए क्या होता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी कहे कि आप सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऋण के माध्यम से और फिर सप्लायर्स को हमारे पास भेजते हैं क्योंकि अगर आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं और आप कहते हैं कि अपने पैसे की बिक्री करें तो उस पैसे का उपयोग करें जो बैंक से मदद करता है या बैंक से ऋण लेता है आपको 12 ब्याज दर का भुगतान करना होगा यह एक उदाहरण के लिए है ब्याज की वास्तविक 12 दर नहीं है लेकिन अगर हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं और अपनी वर्किंग कैपिटल ऋण से पैसा खींचते हैं तो शायद हमें 18 ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं आप क्रेडिट पर बैंक से पैसे उधार लेते हैं और जो भी ब्याज आप अदा कर रहे हैं वह आपकी प्रशासनिक लागत है आप बैंक को 12 का भुगतान कर रहे हैं इसलिए अपनी क्रेडिट बिक्री को हमें लोड करें जो आप हमारे साथ 13 या 14 कर रहे हैं हम आपको 14 ब्याज दर या 13 ब्याज दर का भुगतान करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम विस्तारित क्रेडिट अवधि चाहते हैं तो इस मामले में इसका मतलब है कि जो हो रहा है वह एक कंपनी है जो एक बड़े आकार का खरीदार है वह लघु उद्योग निर्माता के माध्यम से बैंक से जो उधार ले रहे हैं उस पर 4 से 5 ब्याज की बचत कर रहे हैं क्योंकि यदि वे स्वयं बैंक से उधार लेते हैं और सामान्य ऋण अवधि के बाद सप्लायर्स को क्रेडिट का विस्तार करने के लिए कहते हैं और बैंक से ऋण की बिक्री के लिए उधार लेते हैं तो उन्हें 12 ब्याज का भुगतान करना होगा तो उस मामले में आप भारत में अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि छोटे पैमाने पर ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत बैंकों से उपलब्ध है बड़े पैमाने पर कंपनियों को जा रहा है और कई बार कई विशेषज्ञों ने सरकार से सिफारिश की है कि यह ब्याज दर अंतर जो छोटे पैमाने पर और छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रदान किया जाता है जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए या कुल क्रेडिट में से उस प्रतिशत या सीमा को हटा दिया जाना चाहिए इसका श्रेय छोटे स्तर के क्षेत्र को जा रहा है इसे कम किया जाना चाहिए वर्तमान में बैंकों से कुल वर्किंग कैपिटल वित्त पर बहुत प्रसिद्ध समिति के साथ साथ बैंक सुधार भी करती हैं उन्हें केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से सिफारिश की गई थी कि इस प्रकार की रियायत वापस ली जाए क्योंकि इस क्रेडिट का अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर निर्माताओं द्वारा आनंद लिया जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है और यह अभ्यास अभी भी जारी है तो फिर भी हम हैं कि हम लागत के बारे में बात करेंगे और 1 को लागत का भुगतान करना होगा यदि वे भुगतान में देरी करते हैं या वे भुगतान को बढ़ाते हैं और यहां मॉडल की गणना कैसे कर सकते हैं अब मैं एक छोटी सी समस्या की मदद से मैं आपके साथ उन चीजों पर चर्चा करूँगा कि हम उनकी लागत की गणना कैसे कर सकते हैं और हम एक छोटी सी समस्या कैसे ला सकते हैं तो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं और इस समस्या की मदद से हम उस डायरेक्ट कॉस्ट गणना को समझने में मदद कर सकती है और यहाँ समस्या यह है कि हमें छोटी समस्या है और हम इस विशेष कंपनी को लागत का मूल्यांकन करेंगे यदि वे विभिन्न परिस्थितियों में भुगतान में देरी करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस समस्या को पढ़ते हैं तो समस्या यह कहती है कि समस्या इलेक्ट्रिक सर्किट शर्तों की पेशकश करता है वे आम तौर पर बुरा नहीं मानते हैं अगर भुगतान में 10 और दिन की देरी हो लेकिन इससे परे वे देरी के हर महीने के चालान मूल्य पर 15 का जुर्माना लगाते हैं आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आम तौर पर क्रेडिट की अवधि 30 दिन होती है लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर भुगतान में 10 दिनों की और देरी हो जाती है तो इसका मतलब है कि यदि आप क्रेडिट के द्वारा सामान्य विद्युत का कहना है लेकिन अगर भुगतान में 40 दिनों से अधिक की देरी हो जाती है तो उस अवधि की पूरी राशि के लिए जो कहने के लिए है हम मान सकते हैं कि भुगतान 2 महीने 60 दिनों के बाद कहने के लिए किया गया है तो इसका मतलब है कि उन्हें 2 महीने की पूरी अवधि के लिए लागत का भुगतान करना होगा और कहते हैं कि आप इसे कॉल द्वारा को अनुमति नहीं दी जाएगी इसका मतलब यह नहीं है कि ठीक है आप 40 दिनों के लिए भुगतान में देरी करते हैं और फिर आप 60 दिनों या शायद 60 वें दिन के बाद भुगतान करते हैं इसलिए आपको 20 दिनों के लिए पीनल रेट के वित्त प्रबंधक भुगतान फर्मों के भुगतान के अधिकार को खींचने के विकल्पों का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल शर्तें 30 दिन हैं लेकिन 10 से अधिक दिनों तक देरी का मतलब है कि 40 दिनों तक सामान्य बिजली का कोई मतलब नहीं है लेकिन यदि आप भुगतान में देरी करते हैं तो इससे परे हैं आपको देरी के हर महीने के लिए कुल अवधि के लिए वेतन का ब्योरा देना होगा यह कुल देरी है और यह कि कुशन या शुरुआती 40 दिनों का फ्लोट 10 दिनों के लिए भुगतान बढ़ा सकता है यदि फर्म का औसत चालान मूल्य 10000 से 30 दिन है यदि फर्म का औसत चालान मूल्य 10000 है तो उन्हें 10 दिनों के लिए विलंब करना चाहिए इसलिए कि 40 वें दिन भुगतान करने के लिए या उन्हें 60 वें दिन तक भुगतान में देरी करनी चाहिए 2 महीने का ऑर्डर को देखते हुए उन्हें क्या करना चाहिए यदि भुगतान में 10 दिनों की देरी होती है तो इसका मतलब है कि यदि भुगतान 40 वें दिन किया जाता है तो शुद्ध परिणाम कितना है और लागत क्या है और यदि 60 वें दिन भुगतान किया जाता है तो इसका मतलब है कि प्रारंभिक 30 दिनों के क्रेडिट का आनंद लिया जाता है और अतिरिक्त 30 दिनों के क्रेडिट का आनंद लिया जाता है 10 दिनों के क्रेडिट के लिए फ़ाइल के लायक होगा यह ये दो विकल्प हैं पहला विकल्प दूसरा अगर आप प्रतिवर्ष 30 तक अवसर का कारण बनते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं भुगतान 10 दिन या 30 दिन दो मामलों द्वारा पहला मामला यह है कि अवसर लागत 15 है और दूसरा मामला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 है हालांकि यह बहुत अधिक है लेकिन हम सही मान सकते हैं और तीसरे विकल्प की सलाह दी जाती है अगर जीई 2 नकद छूट प्रदान करता है यदि भुगतान 10 दिनों के भीतर किया जाता है अन्यथा 30 दिनों की सामान्य क्रेडिट अवधि 30 में 210 उपलब्ध है उदाहरण के लिए वे किसी का आनंद नहीं लेते हैं क्रेडिट अवधि वे कहते हैं कि हम उस क्रेडिट अवधि को अभ्यस्त नहीं करते हैं जो आंदोलन की खरीद की तारीख से 10 दिनों के भीतर आपको भुगतान करने के लिए तैयार हैं 10 दिनों की अवधि में आप से माल प्राप्त होता है जो आपको भुगतान करेगा और जीई यह भी पेशकश करता है कि यदि आप भुगतान 30 दिन या 40 दिन तक नहीं कर रहे हैं तो ठीक है अगर आप भुगतान हमें खरीद की तारीख से 10 वें दिन तक करते हैं तो हम आपको 2 की छूट देंगे तो ये 3 स्थितियां हैं जिनका हमें मूल्यांकन करना होगा चाहे उन्हें 10 दिनों के लिए भुगतान में देरी करनी चाहिए मतलब 40 वें दिन या 60 वें दिन भुगतान करना होगा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 हो या उन्हें 10 दिनों के भीतर संपूर्ण भुगतान करके नकद छूट देगा और यह गणना करने का प्रयास करें कि विद्युत सर्किट की लागत क्या है यदि भुगतान निश्चित समय से देरी हो रही है इसलिए सबसे पहले हमें जो करना है वह यह है कि हमें डेल्ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की गणना करनी होगी और डेल्ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो 015 365 है हम एक वार्षिक 365 में वार्षिक दिन दिन मान लेंगे तो यह काम करता है कि यह 1536500 की तरह कुछ है और यह मान कितना निकलेगा कि 000 क्षमा करें हमें 0000411 देखना होगा यह डेल्ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मदद से हमें पहले विकल्प का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है तो पहला विकल्प क्या था कि यदि भुगतान में 10 दिन की देरी होती है तो केवल सामान्य क्रेडिट अवधि कितनी होती है 30 दिन और यदि भुगतान 10 दिन और 10 दिन तक जारी किया जाता है और भुगतान 40 वें दिन किया जाता है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कर रहा है तो चलिए C की गणना के लिए यहाँ C की गणना करते हैं जो कि दिए गए ऑर्डर का समय 1 स्ट्रेचिंग का समय 40 है हम इसे 40 के लिए खींच रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह कितना है यह 0000411 है यह स्ट्रेचिंग यह होगी कि भुगतान 40 वें दिन किया जाता है लेकिन इसे 10 दिनों के लिए विलंबित किया जाता है और अवसर लागत 15 है यदि आप इस लागत की गणना करते हैं तो यह लागत कितनी है यह कितना काम करता है यह 983826 रुपए के रूप में काम करेगा यदि आप इसे हल करते हैं तो आपको यह आंकड़ा 983826 मिलेगा इसका मतलब है कि 10000 रुपये का नेट प्रेजेंट वैल्यू से सामान खरीदने के बाद वे वास्तव में भुगतान कर रहे हैं हालांकि वे 10000 का भुगतान कर रहे हैं लेकिन आज उस भुगतान का शुद्ध वर्तमान मूल्य 983826 है यह एनपीवी कम हो जाएगा इसलिए हम बिना किसी ब्याज दर के भुगतान के 40 दिनों तक भुगतान में देरी कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम वास्तव में 10000 रुपये के ऑर्डर के कुल मूल्य के मुकाबले 983826 रुपये का भुगतान कर रहे हैं इसलिए 10000 वास्तविक भुगतान करके 983826 यह 1 विकल्प है नंबर 2 है यदि भुगतान 60 वें दिन किया जाता है यदि भुगतान 60 वें दिन किया जाता है तो शायद 30 दिनों का आनंद लेने के बाद और 30 दिन बाद भुगतान किया जाए फिर क्या होगा 30 दिनों के प्रारंभिक फ्लोट का आकार कितना 10000 है जो कि 1 0015 है और फिर से 1 60 से विभाजित किया जाता है कि हम कैसे हैं ts कितना 60 है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में कहा जाता है जो कि डी का अर्थ है आदेश के प्रत्येक रुपये पर भुगतान की गणना करने की प्रत्यक्ष लागत इसलिए यह है कि हम यहां 15 जोड़ रहे हैं जो 00 है जो कहते हैं कि 15 खेद नहीं है यह 15 नहीं है लेकिन यह 15 है यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी हम यहां की समस्या को देखेंगे आमतौर पर वे यह नहीं कहते कि भुगतान में 10 और दिन की देरी है लेकिन इसके अलावा वे हर महीने 15 देरी के लिए चालान मूल्य पर 15 का जुर्माना लगाते हैं इसका मतलब है कि प्रति वर्ष 18 कितना सही है तो इसका मतलब है कि हमने यहां जोड़ दिया है कि यदि भुगतान में 40 दिनों से अधिक की देरी हो रही है यहां हम उस समयावधि को मान रहे हैं जिसमें भुगतान करने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक सर्किट 60 दिनों का आनंद ले रही है और फिर 60 वें दिन भुगतान कर रही है इसलिए वे इसे दंड के साथ भुगतान कर रहे हैं और जुर्माना 15 प्रति माह का अधिकार है और हमने यहां 260 लिया है इसलिए हमने पहले ही यह मान लिया है तो अब इस मामले में यदि आप बात करते हैं तो हम यहां देखेंगे कि यदि आप इस परिणाम की गणना करते हैं तो यहां क्या परिणाम है यदि आप देखते हैं कि यहां क्या परिणाम है जो रुपये की कुल राशि है यह 990572 के रूप में कितना काम करेगा यह इसलिए यह एक शुद्ध वर्तमान मूल्य है एक और नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि जुर्माना 990572 जोड़ा गया है तो अब आप सोच सकते हैं कि आपकी पसंद क्या है जिसे आप 40 दिनों के बाद भुगतान करना चाहते हैं या आप कितने 60 दिनों के बाद भुगतान करना चाहते हैं अब यदि आप उदाहरण के लिए कहते हैं कि यदि आप 60 दिनों के बाद भुगतान करते हैं तो आप कितना भुगतान कर रहे हैं जो आप 40 दिनों के अधिकार के बाद भुगतान कर रहे हैं हम भुगतान कर रहे हैं जो अधिक है इसलिए इस मामले में जो हम कर रहे हैं वह शुद्ध वर्तमान मूल्य भी बढ़ रहा है हम दंड का भुगतान कर रहे हैं इस वजह से शुद्ध वर्तमान मूल्यों में वृद्धि हो रही है और जब शुद्ध वर्तमान मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इसके अलावा हमारे पास अन्य परिणामों की संख्या है जो हमें कहना है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का भुगतान भी कर रहे हैं क्योंकि यह कोई हल्का तरीका नहीं होगा कि हालांकि आप जुर्माना दे रहे हैं तो यह अनुमति दी जा सकती है कि जुर्माना के बाद भी इस तरह की चीजें रिसीवर या कंपनियों द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं जो सप्लायर्स की समस्या हो यदि उनके पास धन नहीं है तो वे भुगतान के विलंब का जोखिम उठाने के बजाय 40 वें दिन भुगतान कर सकते हैं वे इसका भुगतान 60 वें दिन कर सकते हैं और जुर्माने के साथ वे भुगतान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे इस जोखिम को ले सकते हैं यदि कोई गंभीर लिक्विडिटी की समस्या हो तो क्या करना चाहिए आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं और यह कि एक बार में जबकि नियमित आधार पर नहीं इसलिए यह एक मामला है जिसका हमने अभी मूल्यांकन किया है यदि हम दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं तो हम यहां देख सकते हैं कि दूसरी स्थिति क्या है यदि आप यहां दूसरी स्थिति को देखते हैं तो इस मामले में ऐसा क्या है कि यदि भुगतान में देरी हो रही है तो 30 दिन 10 दिन और 30 दिन कहें जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 होती है फिर हम इसका मूल्यांकन करने वाले परिणाम क्या हैं अब हमें पहला विकल्प दिखाई देता है विकल्प 1 यह है कि इस मामले में हमें C से कहना है यदि आप C की गणना यहां करते हैं तो फिर से ऑर्डर का मूल्य क्या है यह 1०००० 1 है तो क्या होगा यहां क्षमा करें यदि आप यहां विकल्प 1 देखते हैं तो मैं इसे फिर से लिखूंगा हम यहां विकल्प 1 के लिए जाएंगे तो सी क्या है सी १०००० क्रम का मान है और फिर दोबारा 1 लेगा कि 0 है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब दोगुनी है यह 0000822 है जिसे हमें यहां लेना है और ब्रैकेट को बंद करना है यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यहां जो सामने आ रहा है वह यह है कि 96 रुपये 968167 परिणाम है और फिर 60 वें दिन 2 महीने के बाद भुगतान किया जाता है तो क्या होगा हमें प्रति माह 15 की दर से दंड की दर चुकानी होगी तो इस मामले में C क्या है यह 10000 1 है अब हम यहां लेंगे कि 0 015 को 1 60 से विभाजित किया गया है और हम यहां 0000822 में ले जा रहे हैं इसलिए हमने यहां पेनाल्टी कितना होगा अंत में अगर आप एनपीवी है तो अब आप दोनों स्थितियों की गणना करते हैं यदि आप देखते हैं कि क्या आप इस स्थिति को यहां देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यदि हम 40 वें दिन भुगतान कर रहे हैं तो हम 10000 के आदेश मूल्य के खिलाफ 983826 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और अगर हम 60 वें दिन भुगतान कर रहे हैं तो वास्तव में हम जो कर रहे हैं उससे अधिक भुगतान कर रहे हैं हम अब वास्तव में 990572 का भुगतान कर रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15 से कम है तो इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ है कि आपके भुगतान का शुद्ध भुगतान वर्तमान मूल्य का भुगतान जो हम 60 वें दिन कर रहे हैं उस भुगतान से अधिक है जो हम 40 वें दिन कर रहे हैं लेकिन यहाँ इस मामले में अगर आप इसे उलट कर देखते हैं तो यह हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ है कि यदि आप 40 वें दिन भुगतान कर रहे हैं हम 10000 रुपये के ऑर्डर के खिलाफ 968167 रुपये का भुगतान कर रहे हैं लेकिन अगर हम एक और महीने से भुगतान में देरी कर रहे हैं और 60 वें दिन भुगतान कर रहे हैं तो हम वास्तव में 967293 का भुगतान कर रहे हैं तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि यह विकल्प इस विकल्प से बेहतर है लेकिन शुद्ध लाभ क्या है यहां आप लगभग भुगतान कर रहे हैं जो कि शुद्ध लाभ है जो लगभग 9 रुपये का शुद्ध लाभ है एनपीवी का भुगतान केवल 9 रुपये की बचत के लिए संभव नहीं है इसका मतलब है कि हमें केवल 968167 का भुगतान करने के बजाय केवल 9 रुपये के लिए भुगतान में देरी नहीं करनी चाहिए यदि हम 2 महीने के बाद भुगतान में देरी करते हैं तो आप 967293 का भुगतान कर रहे हैं हम केवल 9 रुपये प्राप्त कर रहे हैं लेकिन खरीदार को सप्लायर्स की प्रतिष्ठा बहुत अधिक सही है और ऐसा क्यों हुआ है दूसरे मामले में जब हमने देखा है कि जब आप 40 वें दिन में भुगतान कर रहे हैं तो आप 9838 का भुगतान कर रहे हैं और जब आप भुगतान में देरी कर रहे हैं और जुर्माना का भुगतान कर रहे हैं या 9905 का भुगतान कर रहे हैं और यहाँ इस मामले में उल्टा हुआ है कि जब आप इसे 40 दिनों के लिए देरी कर रहे हैं तो आप ९ ६6१६ but का भुगतान कर रहे हैं लेकिन जब आप ६० दिनों के लिए देरी कर रहे हैं तब शुद्ध वर्तमान मूल्य 9681 से घटकर 967293 हो गया है क्योंकि यह उल्टा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रति वर्ष 15 या 18 है इसलिए जब अवसर लागत बहुत अधिक है जो 30 है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तुलना में कम है फिर हम भुगतान पर चूक करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन अन्यथा यह भी कि नंबर 1 इस मामले में केवल 9 रुपये के एक छोटे से लाभ के लिए है अगर वे कंपनियों के वास्तविक परिप्रेक्ष्य को देखें तो शायद ऐसा नहीं किया जाना चाहिए फिर हमें यह देखना होगा कि भुगतान के शुद्ध वर्तमान मूल्य में बचत कितनी है और हम बाजार में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट के संदर्भ में बचत करना है वे दोनों लागतों पर बचत करेंगे लेकिन किसी भी तरह यदि अवसर बहुत अधिक है जो 30 है तो वे भुगतान में देरी के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि 60 वें दिन का मतलब 40 वें दिन के बजाय 60 वें दिन भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ होता है लेकिन फिर भी हमें फर्म की विश्वसनीयता को लाभ और अप्रत्यक्ष नुकसान को देखना होगा इसलिए मैं यहां आपको विकल्प देना बंद कर दूंगा कि ऐसा क्या होना चाहिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15 और 30 है तो दंड दर ब्याज दर 15 प्रति माह या 18 प्रति वर्ष कहे ये 2 नतीजे हैं जिन्हें हम जारी रखेंगे इस चर्चा का मतलब है कि इस समस्या का शेष हिस्सा हम जारी रखेंगे और शेष विकल्प जो भी उपलब्ध विकल्प इस विशेष मामले में हैं मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा और फिर हम निर्णय लेंगे समग्र अर्थों में बहुत बहुत धन्यवाद